इसमें आपने क्या सीखा कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब jump छलांग होती है तो वे अधिक से अधिक 1 डेल्टा n होती हैं और उससे अधिक नहीं होती हैं आइए अब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए A गुणांक की गणना के लिए संगतता सिद्धांत का उपयोग करें तो मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आइंस्टीन के A गुणांक की गणना करने जा रहा हूँ इसके लिए मैं एक शास्त्रीय परिणाम का उपयोग करूंगा और एक दोलनीय आवेश से विकिरण की दर के लिए शास्त्रीय परिणाम और उस परिणाम का उपयोग करूंगा और यह कहता है कि यह एक आवेश से विकिरण की दर है मान लीजिए कि यह आवेश e है और यह त्वरण a से त्वरित हो रहा है इसे सूत्र द्वारा दिया जाता है जिसे लार्मर के सूत्र के रूप में जाना जाता है जहां a त्वरण है अब एक कण के लिए जो एक सरल हार्मोनिक गति कर रहा है इसलिए यदि जिसे के रूप में दिया जाता है तो हम जो त्वरण जानते हैं वह है और इसलिए विकिरण की दर हो जाएगी आयाम का वर्ग है जहां c प्रकाश की चाल है तो हमारे पास एक दोलनीय आवेश से है है तो समय औसत जो कि और कुछ नहीं बल्कि 0 से T समय अवधि तक समाकलन और T से विभाजित है जो आपको के लिए ½ मिलता है इसलिए समय औसत आता है यह औसत दर है जिस पर एक आवेशित कण विकिरित कर रहा है आवेशित कण जो आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन कर रहा है विकिरित करता है अब आइए हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए A गुणांक की गणना पर आते हैं इसलिए जब एक हार्मोनिक ऑसिलेटर गति कर रहा होता है तो होता है मेरे पास दर विकिरण की औसत दर है अब क्वांटम यांत्रिकी रूप से विकिरण की दर एक परमाणु से बाहर निकलने वाले फोटॉनों की संख्या होगी तो बाहर निकलने वाले फोटॉनों की संख्या कुछ और नहीं बल्कि होगी यह दर होगी और यह मुझे पता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि है जो 1 है मैं A गुणांक की गणना कर रहा हूँ तो है मुझे आपको याद यह दिलाना चाहिए कि यह A गुणांक एक क्वांटम यांत्रिक राशि है क्योंकि आपको प्रायिकता देता है जिसके माध्यम से उत्तेजित अवस्था का क्षय होता है और इसके साथ से गुणा करके आपको संगतता सिद्धांत द्वारा बड़ी n सीमा में दर मिलती है दोनों परिणामों को मेल खाना चाहिए तो होना चाहिए और फिर उम्मीद है कि जो भी हो मैं यहां गणना करता हूँ कि यह निचली सीमा में भी सत्य होगा तो यह वह जगह है जहाँ मैं संगतता सिद्धांत का उपयोग कर रहा हूँ अब मैं आयाम की गणना कैसे करूं अब बड़े n के लिए बड़े n या छोटे n के लिए ऊर्जा है और यदि यह बड़ा n है तो मैं इसे के रूप में लिख सकता हूँ जो कि शास्त्रीय रूप से ऊर्जा है तो बाईं ओर मैं क्वांटम यांत्रिक परिणाम का उपयोग कर रहा हूँ दाईं ओर मैं शास्त्रीय परिणाम का उपयोग कर रहा हूँ इसी तरह उपरोक्त समीकरण में यह एक क्वांटम यांत्रिक परिणाम है और यह एक शास्त्रीय परिणाम है तो मैं इन तीरों को यहाँ भी लिख सकता हूँ क्योंकि बाएं हाथ की ओर दाहिनी ओर प्रायिकता के माध्यम से क्रियाविधि यह किसी भी केस में विकिरण देने वाले और आवेश के माध्यम से त्वरित है अब मैं आयाम की गणना कर सकता हूँ है जो कि और कुछ भी नहीं बल्कि है मैं इसे के लिए बदलता हूँ और इसलिए मैं amplitude square आयाम वर्ग के रूप में लिख सकता हूँ जो कि है और अब मैं A square के मान को के व्यंजक में substitute स्थानापन्न करने जा रहा हूँ इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे पास है और जो है और मैंने अभी के मान की गणना की है जो कि है अब मैं दोनों sides पक्षों से terms पदों को cancel रद्द कर सकता हूँ यह h cancel रद्द हो जाता है तो ध्यान दें कि कितनी खूबसूरती से मैंने वास्तव में आयाम के लिए एक शास्त्रीय सूत्र को क्वांटम यांत्रिक राशि एनर्जी ऊर्जा में बदल दिया है तो मुझे मिलता है और यहां मैं एक को से cancel रद्द कर सकता हूँ के स्थान पर फिर से को प्रतिस्थापित करें जो मुझे देता है तो आइंस्टीन का गुणांक है यह है इसलिए है और यह एक सूत्र है जो विशुद्ध रूप से दोलक की आवृत्ति के terms पदों में दिया जाता है जिस स्तर से संक्रमण हो रहा है उसके लिए सूचकांक n है तो यह सूत्र है जो क्वांटम यांत्रिक है हमने संगतता सिद्धांत का उपयोग किया है इसमें हमारे पास शास्त्रीय में संक्रमण की मिश्रित दरें हैं शासन क्वांटम शासन में क्या होगा जहां यह आइंस्टीन के A गुणांक द्वारा दिया जाता है और इसका उपयोग करके हमें सूत्र मिल गया है इसी तरह हम अन्य स्थानों पर भी लागू कर सकते हैं और उनमें से एक मैं आपको अंत में एक assignment problem सत्रीय कार्य के रूप में दूंगा मैं आपको चयन नियमों के बारे में भी बताना चाहता हूँ वास्तव में एक चयन नियम परमाणुओं में संक्रमण के लिए परमाणुओं में मैं simplified version सरलीकृत संस्करण लेता हूँ जहां बोहर कक्षाएं होती हैं और कण वृतीय कक्षाओं में घूम रहे होते हैं जब कण वृतीय कक्षाओं में घूम रहे होते हैं तब है जो कि है और होता है जो के बराबर होता है जहाँ घूर्णन की आवृत्ति है पुनः ध्यान दें कि यहां केवल एक आवृत्ति है जो क्वांटम यांत्रिक रूप से मौजूद है जब संक्रमण से में बड़ी n सीमा में होता है वह आवृत्ति जो विद्यमान हो सकती है है जबकि शास्त्रीय रूप से हम देखते हैं कि केवल एक विकिरण आवृत्ति विद्यमान है और वह घूर्णन की आवृत्ति है और इसलिए इसका तात्पर्य है कि संगतता सिद्धांत के साथ consistency निरंतरता के लिए मेरे पास होना चाहिए यह या तो एक से ऊपर या एक नीचे हो सकता है लेकिन अधिकतम परिवर्तन एक ही हो सकता है और इसलिए अब याद रखें कि जब हमारे पास बोहर कक्षाएँ होती हैं तो यह n क्या प्रदर्शित करता है n इस condition शर्त के द्वारा कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है कि है और इसका तात्पर्य है कि यह n वह क्वांटम संख्या है जो आपको कोणीय संवेग प्रदान करती है जिसे कि हम सोमरफेल्ड केस में कहते हैं का अधिकतम परिवर्तन हो सकता है यदि classical regime शास्त्रीय शासन में उच्च परिवर्तनों की अनुमति दी गई थी तो मैं मूल आवृत्ति को बाहर नहीं देखूंगा हार्मोनिक्स देखें जो नहीं देखे जाते हैं जो मैं शास्त्रीय रूप से देखता हूँ वह विकिरण की केवल एक आवृत्ति है और यह वह आवृत्ति है जिस पर कण घूर्णन कर रहा है और इसलिए अधिकतम 1 हो सकता है तो यह एक और चयन नियम है अब पुराने क्वांटम सिद्धांत से याद करें कि मेरे पास या क्वांटम संख्याएँ थीं तो हमने जो पाया वह है अनुमत है वास्तव में जब आप अधिक recursive पुनरावर्ती करते हैं तो यह भी के रूप में सामने आता है हालाँकि यहाँ पर अधिक प्रतिबंध हैं लेकिन मैं केवल इन्हें व्युत्पन्न करने के बजाय जो विचार देना चाहता था वह यह है संगतता सही सिद्धांत आप कुछ insight अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि क्या अनुमत है क्या अनुमत नहीं है इतना ही नहीं एक और चीज देखें जब एक कण एक वृत्त में घूम रहा हो तो इस तरह x कुछ त्रिज्या है और y कुछ त्रिज्या है तो जो विकिरण बाहर उत्सर्जित होगा वह वृतीय ध्रुवित होगा तो हम संगतता द्वारा भी कह सकते हैं संक्रमण वृतीय ध्रुवित प्रकाश देगा तो इस व्याख्यान को निष्कर्षित करने के लिए हमने जो किया है वह हमें क्वांटम शास्त्रीय संगतता से मिला है इस बारे में कुछ अंतर्दृष्टि कि किस प्रकार के संक्रमणों की इस चयन नियमों से पर्याप्त अनुमति है और महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी में कण और दूसरा हमने एक हार्मोनिक आसलेटर के लिए व्युत्पन्न किया है आप जानते हैं कि क्यों क्यों नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि n वें स्तर से n 2 वें स्तर पर संक्रमण को प्रदर्शित करता है और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में n वें स्तर से n 2 वें स्तर का परिवर्तन अनुमत नहीं है तो केवल या गैर शून्य बिंदु हैं साथ ही आइंस्टीन के A और B गुणांक व्याख्यान से भी याद करते हैं कि एक बार जब आप A गुणांक को जान लेते हैं तो आप B गुणांक की गणना भी कर सकते हैं जो stimulated emission or absorption प्रेरित उत्सर्जन या अवशोषण के लिए गुणांक है धन्यवाद